इस मॉड्यूल में सभी का स्वागत है पिछले मॉड्यूल में हमने इनपुट ऑफसेट वोल्टेज के इफेक्ट के बारे में देखा है उसके पहले हमने इनपुट ऑफसेट करंट के बारे में देखा और उससे भी पहले हमने इनपुट बायस करंट के बारे में देखा है इस क्लास में हम ऑपरेशनल एमप्लीफायर के कुछ और कैरेक्टर स्टिक्स के बारे में देखेंगे जैसे कि थर्मल ड्रिफ्ट तो थर्मल ड्रिफ्ट एग्जैक्टली क्या है यह हम देखेंगे इस स्लाइड में ऑपएंप क्योंकि सेमीकंडक्टर डिवाइसेज है जिसके कारण ऑपरेटिंग टेंपरेचर में चेंज होने पर ऑपएंप में भी चेंजस होते हैं तो ऑपएंप को डिजाइन करने के लिए हम सेमीकंडक्टर मैटेरियल का इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए ऑपएंप को सेमीकंडक्टर डिवाइसेज कंसीडर किया जाता है जब हम सेमीकंडक्टर मैटेरियल का इस्तेमाल करते हैं तो वह अपना बिहेवियर ऑपरेटिंग टेंपरेचर के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज करता है तो जो हमारा सर्किट 25 डिग्री में जैसे रहता है जब टेंपरेचर 35 तक बढ़ता है तो वह सर्किट उसी तरीके से नहीं रहता है और इस चीज को हम ड्रिफ्ट कहते हैं बायस करंट ऑफसेट करंट ऑफसेट वोल्टेज यह सभी टेंपरेचर के हिसाब से चेंज होता है तो हमें यह समझता है कि यदि किसी एक टेंपरेचर पर आपने नल किया हो तो वह जरूरी नहीं है कि वह दूसरे टेंपरेचर के लिए भी नल ही रहे ड्रिफ्ट पैरामीटर को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं बायस करंट ऑफसेट वोल्टेज के लिए और जैसे कि मैन्युफैक्चरर्स के डाटा शीट में स्पेसिफाई किया गया है इस क्वांटिटी को किसी भी पर्टिकुलर ऑपएंप के लिए वह हमें बताता है कि कितने अमाउंट से इनपुट ऑफ सेट चेंज होता है हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के टेंपरेचर चेंज पर LM741 के लिए जो वर्स्ट केस ड्रिफ्ट है वह 15 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड है तो यदि हमें सर्किट को 0 से लेकर 16 डिग्री तक ऑपरेट करना हो तो इनपुट 15 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज हो सकता है इनटु 60 डिग्री जिसका वैल्यू होगा 09 मिली वोल्ट 60 डिग्री के टेंपरेचर रेंज में इसका मतलब यह कि 0 से लेकर 60 डिग्री तक 09 मिलिवोल्ट का चेंज होगा तो थर्मल ड्रिफ्ट समझना काफी जरूरी है की कौन से टेंपरेचर पर हम आउटपुट वोल्टेज को नल कर रहे हैं अब हम एक उदाहरण देखेंगे नॉन इनवर्टिंग एंपलीफायर है जिस का गेन 100 है जिसे नल किया गया है 25 डिग्री पर यदि टेंपरेचर को हम बढ़ाते हैं 50 डिग्री तक तो आउटपुट वोल्टेज को क्या होगा यदि उसका ऑफसेट ड्रिफ्ट 015 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड है यह प्रॉब्लम दिया गया है इस प्रॉब्लम में नॉन इनवर्टिंग एंपलीफायर है और उसका गेन 100 है जिसे नल किया गया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो हमारा आउटपुट वोल्टेज 0 है इसका मतलब सभी चीज का ध्यान रखा गया है पर जब टेंपरेचर 50 डिग्री तक बढ़ जाता है जो कि 25 डिग्री का ऑलमोस्ट डबल है तो आउटपुट वोल्टेज का क्या होगा जिसमें ऑफसेट वोल्टेज ड्रिफ्ट 015 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड है टेंपरेचर राइज के वजह से इनपुट वोल्टेज जो बढ़ता है वह है 015 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड इनटु 50 डिग्री माइनस 25 डिग्री जिसका उत्तर 375 मिलीवोल्ट है तो यह इनपुट पर होने वाला चेंज है जिसके कारण आउटपुट चेंज होगा जो कि Vos इनटू गेन ACL Vos का वैल्यू 375 है और गेन का वैल्यू 100 है तो उसका उत्तर 375 होगा तो आउटपुट वोल्टेज Vo का वैल्यू 375 मिलीवोल्ट जोकि आउटपुट पर होने वाली एक मेजर शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है यह जो आउटपुट वोल्टेज में चेंज हो रहा है वह एक मेजर ड्रिफ्ट है तो इसका यह मतलब है की ऑपरेशनल एमप्लीफायर के परफॉर्मेंस में टेंपरेचर का एक काफी सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है अब हम कुछ और पैरामीटर या फिर कुछ और कैरेक्टरस्टिक्स के बारे में देखेंगे अगला है इनपुट इंपेडेंस जो कि इंपेडेंस है जो हमें मिलता है जब हम इनपुट के अंदर देखते हैं LM741 कामिनिमम इनपुट इंपेडेंस 2 मेगा ओहम है इस वैल्यू को लो कंसीडर किया जाता है काफी सारे ऑपएंप का इनपुट इंपेडेंस 1 गीगा ओहम से भी ज्यादा होता है अगला है इनपुट वोल्टेज रेंज है कितना हाई या फिर कितना लो इनपुट वोल्टेज हम अप्लाई कर सकते हैं ऑपएंप के इनपुट पिंस पर ताकि वह डैमेज हुए बगैर काम कर सके उसे हम इनपुट ऑफ सेट वोल्टेज रेंज कहते हैं इस केस के लिए जहां सप्लाई वोल्टेज प्लस या माइनस 15 वोल्ट है तो जो इनपुट हम अप्लाई करते हैं वह प्लस या माइनस 13 वोल्ट से कम होना चाहिए यह जनरल केस के लिए बात हो रही है जहां सप्लाई वोल्टेज प्लस या माइनस 15 वोल्ट है तो मेरा इनपुट वोल्टेज का रेंज प्लस या माइनस 13 वोल्ट के आजू बाजू होना चाहिए अगला लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन है जो कि ऑपएंप का गेन है DC पर पहले यह बताया गया है कि गेन इनफाई नाइट होना चाहिए पर रियल वर्ल्ड में वह काफी ज्यादा होता है पर इनफाई नाईट नहीं होता है टिपिकल गेन का वैल्यू 200 वोल्टस पर मिलीवॉटस या फिर 200000 है अगला आउटपुट वोल्टेज स्विंग है तो इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं आउटपुट जो है वह पावर सप्लाई रेल्स तक स्विंग नहीं कर सकता याने कि प्लस 15 या माइनस 15 तक नहीं जा सकता है या फिर उस पावर सप्लाई तक नहीं जा सकता है जो हमने अप्लाई किया है मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज लोड करंट पर भी निर्भर है जितना कम लोड होगा उतना ज्यादा आउटपुट जा सकता है यदि लोड ज्यादा रहे तो काफी सारे ऑपएंप पावर सप्लाई रेलस के कुछ वोल्ट तक ही स्विंग कर पाते हैं इसका मतलब यह कि ऐसे कुछ स्पेशल ऑपएंपस है जिन्हें हम रेल टू रेल ऑपएंपस कहते हैं जिसका आउटपुट 100 मिली वोल्ट के अंदर तक स्विंग कर सकता है यह स्पेशल ऑपएंपस को ज्यादातर हम बैटरी ऑपरेटेड प्रोडक्टस में इस्तेमाल करते हैं जहां पर पावर सप्लाई 6 वोल्ट या उससे भी कम होता है अब हम एक दूसरा पैरामीटर देखेंगे जो कि आउटपुट शॉर्ट सर्किट करंट है कितना करंट ऑपएंप सोर्स या सिंक कर सकता है आउटपुट पिन से आउटपुट वोल्टेज 0 वोल्ट के आस पास तक ड्रॉप होता है मैक्सिमम करंट डिलीवर करते वक्त टिपिकली ऑपएंप 50 मिली एंपियर से ज्यादा करंट डिलीवर नहीं कर सकता है अगला हमारा फेवरेट कॉमन मॉड रिजेक्शन रेशियो जो कि डिफरेंशियल गेन और कॉमन मॉड गेन का रेशियो है जिसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं Ad बाय Acm से ऑपएंप को केवल डिफरेंस वाले इनपुट को ही एम्प्लीफाई करना चाहिए और कॉमन मोड गेन को नहीं पर रियालिटी में कॉमन मोड वोल्टेज होता है उसका भी एक छोटा सा गेन होगा जबकि दोनों ही इनपुट सेम है CMRR बताता है की ऑपएंप कितने अच्छे तरीके से कॉमन मोड गेन को मिनिमाइज करता है LM741 का वर्स्टकेस CMRR 70 dB है और टिपिकली 90 dB यानी कि 300000 है पर कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन और डिफरेंस एंपलीफायर का CMRR 300000 से ज्यादा हो सकता है यह LM741 के लिए 300000 है पर कुछ एंपलीफायर की केस में जैसे कि कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन और डिफरेंस एंपलीफायर के लिए 300000 यह CMRR काफी हाई माना जाता है हमारा जो आउटपुट है AD इनटु VD के नजदीक होगा इस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमने पहले देखे हैं और हमने प्रॉब्लमस सॉल्व भी किए हैं अब हम देखेंगे कि पावर सप्लाई रिजेक्शन रेश्यो क्या है जिसे हम PSRR भी कहते हैं यदि आप जानते हैं डाटा शीट में जो V है वह पावर सप्लाई रिजेक्शन रेश्यो है पावर सप्लाई रिजेक्शन रेश्यो यह बताता है कि कितने अच्छे तरीके से ऑपएंप पावर पिन पर आने वाले नॉइस को फिल्टर कर सकता है पावर पिन पर भी नॉइस जेनरेट होता है उदाहरण के तौर पर एक 12 वोल्ट का सप्लाई है जिसमें 100 मिली वोल्ट का रिप्पल है 120 हर्ट्ज़ पर यह ओपेंप के सर्किट को कैसे अफेक्ट करता है PSRR 96 dB है तो लॉग इनवर्स 9620 का वैल्यू 63000 है तो इनपुट पर जो रिप्पल हमें दिखता है वह कम हो जाएगा 63000 के factor से तो 100 मिली वोल्ट का रिप्पल और 96 dB के PSRR से ओपेंप इनपुट पर 16 माइक्रो वोल्ट का रिप्पल दिखेगा 100 का गेन है जिसके कारण आउटपुट पर160 माइक्रो वोल्ट का रिप्पल मिलेगा तब भी जब ओपेंप को कोई इनपुट नहीं है इसी कारण यह जरूरी है पावर सप्लाई को फिल्टर करना और इसके लिए अच्छा PSRR होना जरूरी है यह हमें समझना होगा तो ज्यादातर सर्किट में हमें ऐसे पावर सप्लाई का इस्तेमाल करना चाहिए जिसका पावर सप्लाई रिजेक्शन रेश्यो काफी अच्छा है ताकि पावर सप्लाई पर आने वाले नॉइस का ध्यान रखा जा सकता है इसे यूजुअली हम स्पेसिफाय करते हैं 120 हर्ट्ज़ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाने पर इसका वैल्यू ड्रॉप होता है तो यह थी पावर सप्लाई रिजेक्शन रेश्यो के बारे में ट्रांजियंट रिस्पांस क्या है ट्रांजियंट रेस्पांस हमें आईडिया देता है कि कितनी जल्दी से ऑपएंप रेस्पॉन्ड करता है पल्स इनपुट अप्लाई करने पर तो यह ट्रांजियंट है राइज टाइम वह टाइम है जो सिग्नल लेता है 10 परसेंट से 90 परसेंट तक पहुंचने के लिए तो इनपुट अप्लाई करने के बाद कितने जल्दी से ऑपएंप का आउटपुट चेंज होता है 10 सेकंड का डिले हैं या 1 सेकंड का डिले है या कुछ मिली सेकंडस का डिले है तो यह है जिसे हम ट्रांजियंट रिस्पांस कहते हैं तो यदि ट्रांजियंट रिस्पांस फास्ट है तो हमें आउटपुट कंटीन्यूअसली चेंज होते हुए दिखना चाहिए अब हम कुछ और चीजों के बारे में देखेंगे अगला स्लु रेट है स्लु रेट यह बताता है कि कितनी तेजी से ऑपएंप चेंज हो सकता है और उसको हम वोल्टस पर माइक्रो सेकंडस में मेशर करते हैं यह हमें आईडिया देता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और एंप्लीट्यूड सिग्नल जो आउटपुट हैंडल कर सकता है डिस्टॉर्शन के बगैर LM741 के लिए टिपिकल स्लु रेट लगभग 05 वोल्टस पर माइक्रो सेकंड है तो यदि आपके पास 10 किलो हर्ट्ज़ 10 वोल्ट पिक टु पिक का साईन वेव है तो आउटपुट पर जो फास्टेस्ट पॉइंट है जहां पर वोल्टेज चेंज होता है वह है जीरो क्रॉसिंग पर यह जो रेट ऑफ चेंज dVdt है जिसका वैल्यू 063 वोल्टस पर माइक्रो सेकंड है अब क्योंकि 063 वोल्टस पर माइक्रो सेकंड टिपिकल वैल्यू 05 वोल्टस पर माइक्रो सेकंड जोकि डाटा शीट का स्पेसिफिकेशन है उससे ज्यादा है तो काफी अच्छा चांस है 10 वोल्ट पिक टु पिक साईन वेव का डिस्टॉर्शन होगा जीरो क्रॉसिंग पर किसी डिस्टॉर्शन के बगैर ऑपरेट करने के लिए तरीका यह है कि हम वोल्टेज को कम करें या फिर फ्रीक्वेंसी को कम करें तो यदि मेरा आउटपुट 063 वोल्टस पर माइक्रो सेकंड पर मेरा स्पेसिफिकेशन यह कहता है कि स्लु रेट 05 वोल्टस पर माइक्रो सेकंड होना चाहिए तो यह पॉसिबिलिटी है कि आउटपुट में डिस्टॉर्शन होगा जीरो क्रॉसिंग पर और यदि हमें ऑपएंप को किसी भी डिस्टॉर्शन के बगैर ऑपरेट करना है तो हमें वोल्टेज कम करना होगा और फ्रीक्वेंसी कम करना होगा LM741 को लो ऑपएंप कंसीडर किया जाता है आपको ऐसे भी ऑपएंप मिलेंगे जिसका स्लु रेट 1 वोल्ट पर नैनो सेकंड से ज्यादा है अब हम अगला पैरामीटर देखेंगे जोकि बैंडविथ या फिर गेन बैंडविथ प्रोडक्ट है यह ऑपएंप का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरस्टिक है गेन एस अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी स्मॉल सिगनल के लिए यानी कि आउटपुट को स्लु रेट से लिमिट नहीं किया गया है LM741 का गेन बैंडविथ प्रोडक्ट 1 मेगा हर्ट्ज़ है इसका मतलब यह कि 1 मेगा हर्ट्ज़ के इनपुट के साथ मैक्सिमम गेन 1 है पर असल में यह गेन 1 से कम रहता है वह इसलिए की गेन बैंडविथ प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं 3 डेसिबल पॉइंट ऐसे हमने पहले ही देखा है कि 3 dB क्या है वह पॉइंट है जहां पर वोल्टेज ओरिजिनल वैल्यू के 0707 वैल्यू तक ड्रॉप होता है हमने देखा है कि यदि इनपुट सिगनल 100 किलोहर्ट्ज़ होता तो मैक्सिमम गेन 10 होता और 10 किलो हर्ट्ज़ के इनपुट के लिए मैक्सिमम गेन 10 होगा और ऐसे ही चलते जाएगा तो यह थी बैंडविथ या फिर गेन बैंडविथ प्रोडक्ट के बारे में अगला है सप्लाई करंट जब ऑपएंप पर कोई लोड नहीं रहता है तो जो करंट पावर सप्लाई से ड्रॉ किया जाता है उसे सप्लाई करंट कहते हैं कुछ लोअर ऑपएंपस अवेलेबल है जो कि 10 माइक्रो एंपियर से भी कम में चलता है और फास्टर ऑपएंपस ज्यादा पावर पर चलता है तो यह कुछ पैरामीटर्स है जो हम डाटा शीट में देख रहे हैं तो यदि हम पीछे जाकर देखें इन सारे पैरामीटर्स के बारे में और अब जब हम इन पैरामीटर उसको देखते हैं और कैरेक्टरस्टिक्स को समझते हैं तो क्या यह चीज हमें समझता है क्या हम इन पैरामीटर्स और कैरेक्टरस्टिक्स जो डाटा शीट में दिया गया है उन्हें समझ पाते हैं अब हम एक और बार देखेंगे की LM741 के डाटा शीट में कौन से पैरामीटर्स या कैरेक्टरस्टिक्स दिया गया है और फिर हम इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को खत्म करेंगे तो एक और बार हम वह स्लाइड फिर से देखेंगे यदि आप कैरेक्टरस्टिक्स सप्लाई वोल्टेज को देखें तो हमने यह आउटपुट देखा था और हमने पावर डिसिपेशन टेंपरेचर रेंज भी देखा था यदि आप इधर देखें तो यह इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है और हम जानते हैं की इनपुट ऑफसेट वोल्टेज के इफेक्ट को कैसे कंपनसेट कर सकते हैं हम ऑफ सेट करंट का इफेक्ट को भी कंपनसेट कर सकते हैं बायस करंट के इफेक्ट को भी कंपनसेट कर सकते हैं इनपुट रेसिस्टेंस क्या है इनपुट वोल्टेज रेंज क्या है आउटपुट शॉर्ट सर्किट करंट क्या है वोल्टेज स्विंग क्या है कॉमन मोड रिजेक्शन रेश्यो क्या है पावर सप्लाई रिजेक्शन रेश्यो क्या है स्लु रेट क्या है बैंडविथ क्या है पावर कंजप्शन क्या है सप्लाई करंट क्या है तो जो भी हमने देखा है वह सब आपको इन स्लाइडस में दिख रहा है उसी तरीके से इनपुट ऑफसेट वोल्टेज वोल्टेज ड्रिफ्ट CMRR पावर सप्लाई रिजेक्शन रेश्यो आउटपुट सोर्स ऑफ कवरेज सर्किट करंट अब डाटा शीट देने पर आप सभी जन समझ पाओगे कि कैसे चीजें उसमें दिए गए हैं तो यही आइडिया था इन पैरामीटर को समझाने का की जब भी आप डाटा शीट खोलें तो आप उसे समझ पाए उसी वक्त एक पर्टिकुलर IC का ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन भी दिया जाता है डाटा शीट में तो अब तक हमने यह देखा है कि कौन से पैरामीटर्स और कैरेक्टरस्टिक्स दिया जाता है डाटा शीट में और कैसे हम इन्हें समझ पाते हैं और इन कैरेक्टरस्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आउटपुट को कंपनसेट करने के लिए जिससे हम अपने आउटपुट को 0 कर सकते हैं या फिर आउटपुट को नल कर सकते हैं तो हमें समझना होगा कि हम किस तरीके से इनपुट बायस करंट इनपुट ऑफसेट वोल्टेज इनपुट ऑफसेट करंट के साथ डील कर सकते हैं हमें समझना होगा कि किस तरीके से हम आउटपुट वोल्टेज को नलीफाई कर सकते हैं जब इनपुट के दोनों टर्मिनलस ग्राउंड पर हो हमें यह भी समझना होगा कि किस तरीके से आउटपुट वोल्टेज चेंज हो सकता है तब भी जब ऑफसेट को नल किया गया है एक पर्टिकुलर टेंपरेचर के लिए और यदि मैं टेंपरेचर को चेंज करता हूं हमें समझना होगा कि किस तरीके से यह प्लॉटस या फ्रीक्वेंसी ओवरऑल परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है तो काफी सारी चीजें है समझने के लिए और पढ़ने के लिए और उन सब चीजों में से हमने कुछ चीजों को लिया है इस ऑपरेशनल एमप्लीफायर को समझने के लिए तो मैं यह आशा करता हूं कि यदि आप इस पर्टिकुलर कोर्स के सारे लेक्चर के सीरीज को देखें तो आप समझ पाओगे कि किस तरीके से चीजें काम करती है ऑपरेशन एंपलीफायर के एरिया में आप कैसे समझेंगे कि किस तरीके से चीजें काम करता है जब आपको एक इंडिकेटर सर्किट दिया जाए तो और यदि आपसे यह पूछा जाए कि प्रोसेस फ्लो क्या है और किस तरीके से आप इंडिकेटर सर्किट या डिवाइस को फैब्रिकेट कर सकते है तो आप एटलिस्ट यह बता पाएंगे कि अब हम जानते हैं उसके प्रोसेस फ्लो के बारे में हम जानते हैं कि हम सिलीकान डाइऑक्साइड को ग्रो करेंगे फिर हम एक मेटल को डिपॉजिट करेंगे हम जानते हैं कि हम लिथोग्राफी भी कर सकते हैं हम जानते हैं कि किस तरीके से MOSFET को फैब्रिकेट करते हैं हम n चैनल फैब्रिकेट कर सकते हैं हम p चैनल फैब्रिकेट कर सकते हैं हम डिप्लीशन MOSFET के बारे में जानते हैं हम n MOSFET के बारे में जानते हैं हम MOSFET के एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं उसके ड्रेन कैरेक्टरस्टिक्स ट्रांसफर कैरेक्टरस्टिक्स के बारे में जानते हैं हमें करंट मिरर पता है हमें CMOS नॉट गेट के तरह कैसे काम करता है यह भी पता है तो ऐसी काफी सारी चीज है जो आप सोच सकते हैं वह हमने कोशिश किया है इस 30 घंटे के शॉर्ट ड्यूरेशन में इस थिअरी के अलावा जैसे मैंने पहले कहा है हम कुछ एक्सपेरिमेंट भी करेंगे ताकि आपको एक आईडीया आ सके कि किस तरीके से हम सर्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरीके से हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं ताकि हम थिअरी को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाए हम कुछ सिमुलेशंस भी करेंगे और हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स ब्रेडबोर्ड पर भी करेंगे इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगा अगले क्लास में तब तक के लिए आप ध्यान रखें